फिर से आपका स्वागत है चलिए अब हम दूसरी और पारंपरिक एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी को देखते हैं तो सिस्टम की नियंत्रणीयता की रेंज को सुधारना चाहते हैं जिसके पार आप प्रोसेस को नियंत्रण में बनाए रखना चाहते हैं तो चलिए मैं यह उदाहरण के साथ समझाता हूं चलिए हम एक गैस फेज रिएक्टर है दबाव यदि हम पिछले हफ्ते की व्याख्यान की ओर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि दो प्राथमिक विकल्प है जिनके द्वारा मैं दबाव को कंट्रोल कर सकता हूं एक है आउटलेट वाल्व की मात्रा को कम कर सकता हूं आमतौर पर जब हम इनपुट और आउटपुट के बीच में पेयरिंग का उपयोग करते हैं

आप आमतौर पर इस आउटलेट वाल्व खुल जाएगा यदि दबाव कम होने लगता है तो आप इस आउटलेट वाल्व खोलेंगे लेकिन एक सीमा है जहां तक यह आउटलेट वाल्व खोला जा सकता है तो अधिकतम यह जा सकता है जब यह वाल्व पूरी तरह से खुला हो उस स्थिति में इसका एक निश्चित खुला प्रतिरोध होगा और फिर उस सभी प्रतिरोध को इस गैस या इस लाइन को कितना वाष्प द्वारा ले जाया जा सकता है के द्वारा पता लगाया जाएगा इसलिए जब वाल्व पूरी तरह से खुला होता है तो यह ऐसे ही होता है जैसे कि कोई वाल्व न हो और पूरी पाइपलाइन इस वाष्प को बाहर निकाल रही हो लेकिन जैसा कि वे एक रनअवे संतृप्त हैं जब मैनिपुलेटेड इनपुट को कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि दबाव मेरी कंट्रोल लिमिट से परे चला गया है और आउटलेट वाल्व को बंद कर देगा इस तरह से रिएक्टर के पास कोई इनपुट नहीं है सभी सामग्री जो पहले से ही है उन्हें इस आउटलेट के माध्यम से एक निकास पथ मिलेगा और अंततः आप बनाए रख पाएंगे या आप एक संतोषजनक सीमा तक दबाव के निर्माण को प्रतिबंधित करने में सक्षम होंगे तो यहां हम जो कर रहे हैं वह एक सिंगल कंट्रोल वेरिएबल का उपयोग करने जा रहे हैं तो आपके पास एक आउटपुट और दो इनपुट है परंतु वे एक साथ कार्य नहीं कर रहे हैं इसलिए शुरुआत में हम जो करेंगे वह है कि आप आउटलेट वाल्व का उपयोग करके दबाव को कंट्रोल करना चाहते हैं आप नहीं चाहते कि इस दबाव को कंट्रोल करने के लिए कितनी कच्ची सामग्री प्रोसेस करने के लिए दी गई है इसे परिवर्तित करके कंट्रोल किया जावे इसलिए अधिकांश समय यह कंट्रोलर मैनिपुलेटेड इनपुट करेंगे तो हम इसे अपने आप कैसे स्प्लिट करते हैं आप याद कर सकते हैं कि जब आपका कंट्रोलर मैनिपुलेटेड इनपुट हुआ करता था आजकल एक वर्तमान सिग्नल का उपयोग करना मानक है जो 4 से 20 मिली एम्पीयर के बीच है जिसमें 4 मिलीएम्पीयर कहता है कि वाल्व अपने 0 स्टेट पर और 20 कहता है कि वाल्व अन्य एक्सट्रीम स्टेट में होना चाहिए इसलिए यदि यह फेल क्लोज के रूप में जाना जाता है यह कैसे काम करने वाला है तो यह कंट्रोलर आउटपुट रेंज है तो यह 4 मिलीएंपियर है फिर 12 मिली एंपियर है और यह 20 मिलीएंपियर है और यहां मैं दो वाल्वों के खुलने के लिए प्रतिशत दिखाता हूं जहां यह 100 है तो अब मैं जो चाहता हूं वह है शुरू में हम चाहेंगे कि 4 से 12 मिलीएम्पीयरके दौरान आउटलेट वाल्व का उपयोग करके दबाव को नियंत्रित किया जाए तो जब दबाव 0 होता है तब आउटलेट वाल्व है और फिर उसके बाद यह हमेशा खुला रहना चाहिए जिसके दौरान अन्य कंट्रोलर सक्रिय है जब आउटलेट वाल्व सक्रिय है इसलिए हम वास्तव में इन 2 कंट्रोलर में कंट्रोल रेंज को विभाजित कर रहे हैं और यहां हम विचार कर रहे हैं कि कोई ओवरलैप नहीं है लेकिन यह आवश्यक नहीं है हम एक ऐसी डिज़ाइन भी कर सकते हैं जहाँ इन 2 क्रियाओं के बीच उचित मात्रा में ओवरलैप होता है इसलिए यह आउटलेट वाल्व 4 से 14 मिलीएम्पीयरके बीच जा सकता है और फीड वाल्व में 10 से 20 मिलीएम्पीयर तक की कटौती हो सकती है तो सभी प्रकार के विकल्प संभव हैं इसलिए यहाँ यह केवल एक उदाहरण था जहाँ मैंने किसी भी ओवरलैप पर विचार नहीं किया चलिए इसे समझने के लिए एक और उदाहरण पर विचार करते हैं तो आइए हम एक डिस्टलेशन कॉलम के शीर्ष पर विचार करें और हम दबाव को नियंत्रित करना चाहते हैं इसलिए उस स्थिति में यह एक गैसीय उत्पाद है यह यहां जा रहा है और उत्पाद प्रवाह में मैनिपुलेशन करके दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है अब यह उत्पाद कई बार किसी अन्य ग्राहक के पास जाता है या कम से कम इस उदाहरण में जहां मैं विचार कर रहा हूं वह किसी अन्य ग्राहक के पास जाता है और फिर उसी लाइन पर ग्राहक का अपना वाल्व हो सकता है ग्राहक के पास एक ही लाइन पर एक और वाल्व हो सकता है और अगर वह इस वाल्व को बंद कर देता है तो इसके बावजूद कि हम इस वाल्व को पूरी तरह से खोलते हैं या नहीं आप इस दबाव को बनाए नहीं रख पाएंगे क्योंकि जब आपके पास 2 वाल्व होते हैं तो एक खुला होता है और दूसरा प्रभावी ढंग से पिन किया गया होता है शुद्ध प्रतिरोध इस ग्राहक वाल्व पर होगा और फिर आप दबाव को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे आमतौर पर आपके पास एक अतिरिक्त लाइन भी होती है जिसे वेंट लाइन का उपयोग करेंगे अब सामान्य परिस्थितियों में आप दबाव को नियंत्रित करने के लिए वेंट वाल्व कैसे होगी इसलिए कंट्रोलर आउटपुट रेंज फिर से 4 से 20 मिलीएम्पीयर पर हैं और यह 100 ओपनिंग है सामान्य परिस्थितियों में आप चाहते है कि दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रोडक्ट वाल्व एक कंट्रोल्ड वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और 14 के बाद यह स्थिर रहेगा तो यह प्रोडक्ट वाल्व है आप नहीं चाहते कि वेंट वाल्व होगा तो आप देख सकते हैं कि यहां एक्शन स्प्लिट रेंज पिछले मामले की तुलना में थोड़ा अलग है इसलिए यहां आपके पास एक की बजाए 2 समानांतर रेखाएं हैं जिनमें से एक बढ़ रही है और दूसरी घट रही है और आपके पास ओवरलैप की डिग्री भी है तो यह 10 से 14 के बीच आपके पास कार्यों का ओवरलैप है तो आप देख सकते हैं कि 4 से 10 के बीच केवल प्रोडक्ट वाल्व एक्शन में है और 10 से 14 के बीच दोनों वाल्व एक्शन में हैं आप ओवरलैप क्यों चाहते हैं इसका कारण है कि इस कंट्रोल रेंज के अंत की ओर एक वाल्व लगभग बंद हो रहा है और दूसरा वाल्व खुल रहा है और आमतौर पर प्रवाह में बहुत कम बदलाव होता है आमतौर पर वाल्व 10 से 15 होने तक किसी भी प्रवाह की अनुमति देना शुरू नहीं करेगा इसलिए इतने परिवर्तन को अनुमति देने के लिए आप आमतौर पर एक ओवरलैप के साथ जाते हैं यहां तक कि अगर यहां 12 तक आप कह रहे हैं कि वेंट वाल्व खुल रहा है तो वेंट फ्लो बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा और यहां यह ज्यादातर कोई परिवर्तन नहीं होगा प्रोडक्ट प्रवाह सपाट रूप में प्राप्त होगा अनिवार्य रूप से जब यह प्रोडक्ट वाल्व पूरी तरह से संतृप्त होता है तो केवल वेंट वाल्व भी रख सकते हैं जहां एक निश्चित सीमा तक आप कोई नियंत्रण कार्रवाई नहीं चाहते हैं और ऐसा तब किया जाता है जब ये 2 क्रियाएं परस्पर विशेष हों इसलिए आप 2 क्रियाओं के बीच कोई मिश्रण नहीं चाहते हैं एक बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला उदाहरण एक बैच रिएक्टर के रूप में गर्म तरल पदार्थ या भाप का उपयोग करेंगे और फिर बाद की सीमा के लिए आप ठंडा पानी का उपयोग करेंगे और आप ठंडा पानी के साथ भाप का मिश्रण नहीं करना चाहते हैं ऐसे मामले में सुरक्षा के रूप में आपके पास आमतौर पर एक डेड बैंड के बारे में है आइए अब मैं अगले प्रकार की एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी पर विचार करता हूं जो कि सिलेक्टिव कंट्रोल नहीं सकते हैं और यह केमिकल प्रोसेस में बहुत आम है कि आपके पास बहुत सारे नियंत्रण उद्देश्य हो लेकिन आपके पास उन सभी को नियंत्रित करने के लिए प्रोसेस में कई हैंडल का उपयोग करके इसे मैनिपुलेट करेंगे और केवल तब जब अन्य कंट्रोल महत्वपूर्ण हो जाएगा तो आप कंट्रोल को एक वेरिएबल से दूसरे में स्थानांतरित कर देंगे तो मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं तो चलिए हम मानते हैं कि आपके पास एक टैंक है जहाँ आप लेवल को नियंत्रित करना चाहते हैं और आउटलेट में एक पंप है तो आप प्रवाह को बदल सकते हैं और तदनुसार आप लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं आमतौर पर आपके पास एक लेवल कंट्रोलर इस पंप की गति को बदल देगा और यदि लेवल अपने सेट प्वाइंट मान से आगे जाता है तो आप पंप की स्पीड बढ़ा देंगे ताकि अधिक द्रव पंप से बाहर हो और इसके विपरीत इसलिए सामान्य परिस्थितियों में आप इस टैंक के अंदर के लेवल को नियंत्रित करना चाहेंगे हालाँकि ऐसा हो सकता है कि यदि लेवल बहुत कम है तो यह पंप की गति को कम करने की कोशिश करेगा और फिर आउटलेट प्रवाह भी कहते हैं यदि प्रवाह कम है इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए आप एक निश्चित न्यूनतम मूल्य से ऊपर प्रवाह को बनाए रखना चाहते हैं सामान्य परिस्थितियों में पंप की स्पीड को लेवल के द्वारा मैन्यूप्लेट किया जाना चाहिए और केवल तब जब यह प्रवाह बहुत कम मूल्य पर जाता है जो सुरक्षा सीमाओं से निर्धारित होता है आप चाहते हैं कि यह फ्लो कंट्रोलर इस पंप की स्पीड को नियंत्रित करे तो जिस तरह से आप इसे शामिल कर सकते हैं वह ओवरराइड कंट्रोल के रूप में जाना जाता है इसलिए आप चाहते हैं कि जब क्रिटिकल प्रवाह होने वाला हो तो प्रवाह लेवल कंट्रोल को ओवरराइड कर सकता है तो ऐसे मामले में आप क्या करेंगे चलिए मैं इसी चित्र को फिर से बनाता हूं आपके पास एक लेवल कंट्रोलर भी है जो मुझे सिग्नल देने वाला है यह सेट पॉइंट लेवल है और प्रवाह के लिए सेट पॉइंट वह है जो कम प्रवाह है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से होने वाला है जो स्वीकार्य है और फिर तदनुसार यह आपको एक एक्शन भी देगा और आप दोनों के बीच उच्चतम क्रिया को चुनेंगे और फिर वह पंप के लिए ट्रांसलेट हो जावेगा इसलिए सामान्य परिस्थितियों में चूंकि आउटलेट प्रवाह न्यूनतम प्रवाह मान से ऊपर है जो यह फ्लो कंट्रोलर का उपयोग कर रहे हैं यह कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो LIC FIC को ओवरराइड का आउटपुट पंप की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से इसका उच्च मूल्य होगा यह नियंत्रण रखेगा इसलिए FIC LIC को ओवरराइड करेगा ताकि यह पंप के किसी भी कैविटेशन है और प्रवाह एक सेट पॉइंट रखता है जो सेफ्टी कंडीशन के द्वारा उत्पन्न होता है आइए हम यहां एक और दिलचस्प उदाहरण पर विचार करें तो यहाँ एक डिस्टिलेशन कॉलम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और फिर इस उत्पाद प्रवाह का उपयोग करके लेवल को नियंत्रित किया जाता है तो इस उदाहरण में हम एक स्थिति पर विचार करते हैं कि यह स्तर गिरता रहता है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अधिक मात्रा में द्रव का वाष्पीकरण कर रहे हैं और ऐसे में जब आप यहां एक लेवल कंट्रोलर का उपयोग कर रहा है ज्यादा से ज्यादा यह कर सकता है कि यह इस वाल्व को बंद कर देगा अब यदि आप इस वाल्व को बंद करते हैं तो समस्त द्रव यहां जाने वाला है लेकिन फिर भी यदि आप उस स्तर से अधिक द्रव को वाष्पीकृत कर रहे हैं जो ऊपर के स्तर से नीचे लाया जाता है तो यह स्तर बनाए रखने वाला नहीं है ऐसी स्थिति में आपके पास जो है वह है एक सेकेंडरी लेवल कंट्रोलर एक्शन लेगा और भाप के प्रवाह को कम कर देगा जबकि यहां कंपोजीशन कंट्रोलर अधिक भाप बनाने के लिए कह रहा है जो कि रीबॉयलर में डाली जानी है जैसे ही आप भाप के प्रवाह को कम करते हैं वाष्प की मात्रा जो उत्पन्न होती है वह कम हो जाएगी और तदनुसार टैंक में लेवल का बढ़ना हो जाएगा अब ध्यान दें कि यहां लेवल कंट्रोलर नियंत्रण को ओवरराइड करेगा मैं इसे एक तापमान के रूप में दिखा रहा हूं क्योंकि आमतौर पर आप कुछ संदर्भ तापमान का उपयोग करके संघटन या तापमान कंट्रोलर को ओवरराइड करे तो आप देख सकते हैं कि यह सिलेक्टिव कंट्रोल या ओवरराइड कंट्रोल के रूप में जाना जाता है तो हम यहां एक ब्रेक लेंगे और जब हम वापस आएंगे हम दूसरी कंट्रोल स्ट्रेटजी को देखेंगे धन्यवाद